पिछले व्याख्यान में हमने जॉनसन के एल्गोरिथ्म को देखा जो मेकसन को कम करने के लिए एक एन नौकरी 2 मशीन प्रवाह की दुकान अनुक्रमण समस्या का एक इष्टतम समाधान प्रदान कर सकता है हमने जॉनसन के एल्गोरिदम में विभिन्न चरणों की व्याख्या करने के लिए एक संख्यात्मक चित्रण दिखाया अब अगला स्पष्ट सवाल यह है कि क्या जॉनसन का एल्गोरिथ्म 3 मशीन की समस्या के लिए काम करता है अन्य चीजें बराबर हो रही हैं एन जॉब्स 3 मशीनें फ्लो की सीवन करने के लिए शॉप सीक्वेंसिंग समस्या का प्रवाह करती हैं अब जॉनसन ने वास्तव में साबित कर दिया कि कुछ शर्तों के तहत जॉनसन के एल्गोरिथ्म को 3 मशीन की समस्या को बेहतर तरीके से हल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है तो जॉनसन ने दो शर्तें दीं जो यह हैं यदि प्रसंस्करण समय की अधिकतम या न्यूनतम प्रसंस्करण समय के बराबर या उससे कम है या न्यूनतम के बराबर है अब यह स्थिति कहती है कि मशीन नंबर 2 पर नौकरियों के प्रसंस्करण समय की अधिकतम जो यहाँ है प्रसंस्करण समय का अधिकतम अब हम एक 4 काम पर विचार कर रहे हैं 3 मशीन समस्या प्रवाह दुकान अनुक्रमण समस्या मेकपैन को कम करने के लिए तो मशीन 2 के लिए मूल्यों का सबसे बड़ा जो कि 10 मशीन 3 के मानों के सबसे छोटे से कम या बराबर होना चाहिए जो कि एक और 10 का होता है इसलिए 10 या मशीन 2 पर सबसे बड़ा जो 10 है मशीन 1 पर सबसे छोटे से कम या बराबर होना चाहिए जो 3 है अब हम उन दो असमानताओं में से देखते हैं जो इस विशेष समस्या के लिए पहले वाले को संतुष्ट करते हैं दूसरे को संतुष्ट नहीं करते हैं लेकिन यह भी पर्याप्त है अगर उनमें से एक संतुष्ट है इसलिए जॉनसन स्थिति इस समस्या के लिए रखती है इसलिए जब जॉनसन की स्थिति इस समस्या के लिए है तो हम इष्टतम समाधान कैसे प्राप्त करें हम यहां क्या करते हैं हम एक समान 2 मशीन की समस्या पैदा करते हैं क्योंकि बेसिक जॉनसन का एल्गोरिथ्म 2 मशीनों के लिए काम करता है तो हम 4 नौकरियों J 1 J 2 J 3 और J 4 के साथ 2 समतुल्य मशीनों के साथ एक बराबर 2 मशीन की समस्या पैदा करते हैं और इन दो समकक्ष मशीनों को M 1 plus M 2 और M 2 plus M 3 तो कहा जाता है यहां पहला कॉलम जिसे एम 1 प्लस एम 2 कहा जाता है वास्तव में मशीनों 1 और 2 पर प्रसंस्करण समय का योग है तो यह 3 प्लस 8 11 12 प्लस 9 21 8 प्लस 6 14 और 12 प्लस 10 22 के बराबर हो जाता है जॉनसन 2 मशीन की समस्या का दूसरा स्तंभ एम 2 प्लस एम 3 है जिसका अर्थ है हम जोड़ते हैं 8 और 10 18 9 प्लस 12 21 13 प्लस 6 19 और 10 प्लस 16 26 प्राप्त करने के लिए मशीनों 2 और 3 पर प्रसंस्करण समय अब हमारे पास 2 मशीनों के साथ एक बराबर जॉनसन समस्या है इसलिए हम जॉनसन लागू करते हैं इस डेटा पर एल्गोरिदम और कोशिश करें और इष्टतम अनुक्रम प्राप्त करें जो समतुल्य 2 मशीन समस्या के लिए मेकपैन को कम करता है इसलिए एक बार फिर से जैसा कि हमने अतीत में किया है हम 4 पदों के साथ एक छोटी सी तालिका लिखते हैं जो 4 नौकरियों के लिए है इसमें उपलब्ध सबसे छोटी संख्या को लें जो कि ११ की होती है और यह १ जॉब के लिए होती है इसलिए इस पहली मशीन पर जॉब १ के लिए ऐसा होता है तो बाएं हाथ की तरफ से आओ और पहले उपलब्ध स्थिति में नौकरी 1 रखें अब नौकरी की हड़ताल 1 अब उपलब्ध सबसे छोटी संख्या का पता लगाने की कोशिश करें जो यहां 14 है जो कि नौकरी 3 के लिए और पहले समकक्ष मशीन पर है तो बाईं ओर से आएं और जे 3 को यहां रखें अब एक बार फिर इसे हटा दें अब सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जो 21 होती है जो कि एम 2 और एम 2 दोनों पर जे 2 के लिए है इसलिए टाई है तो आइए हम इस 21 तक जाते हैं जो पहली मशीन पर होता है इसलिए जे 2 यहां आएगा जिसका स्वचालित रूप से मतलब है कि बाईं ओर काम 4 जे इस तरफ आएगा अब चूंकि एक टाई था इसलिए टाई को अन्य तरीके से तोड़ा जा सकता था इसलिए जब हम दूसरी तरह से टाई को तोड़ते हैं तो अनुक्रम J 1 J 3 होता इस 21 को चुनने पर यहाँ J 2 और J 4 डाल दिया जाता अब दोनों अनुक्रमों के लिए मूल डेटा के साथ मेकपैन का पता लगाने का प्रयास करें क्योंकि मूल डेटा वह समस्या है जिसे हम देख रहे हैं तो हम अनुक्रम J 1 J 3 J 2 J 4 को देखते हैं और हम केवल एम 1 एम 2 एम 3 जे 1 जे 3 जे 2 और जे 4 पर पूरा होने वाले समय को देखते हैं इसलिए जे 1 पहले जाता है मशीन 1 से 3 के बराबर समय पर निकलता है 3 मिनट की आवश्यकता होती है 3 के बराबर समय यह मशीन 2 पर जाता है इसके लिए आगे 8 मिनट की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है इसलिए समय के बराबर 11 निकलता है एक बार फिर से M 3 में 11 बजे प्रवेश करें और 21 पर बाहर आए क्योंकि इसके लिए आगे 10 मिनट की आवश्यकता होती है M 3 J 3 M 1 J 3 पर 3 के बराबर समय पर शुरू होता है इसके लिए एक और 8 की आवश्यकता होती है इसलिए 3 से अधिक 8 11 11 में सटीक रूप से M 2 स्वतंत्र है इसलिए इसे 6 इकाइयों 11 से अधिक 6 17 में ले जाता है अब यह एम 2 से बाहर आ गया है लेकिन एम 3 केवल 21 के बराबर समय जे के लिए स्वतंत्र है इसलिए यह 21 के बराबर समय पर एम 3 का दौरा करता है और अन्य 13 समय इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए 21 प्लस 13 34 है 2 11 के बराबर समय पर शुरू होता है 23 के बराबर समय पर समाप्त होता है अब 23 के बराबर समय पर M 2 उपलब्ध है इसलिए M 2 पर अन्य 9 इकाइयों की आवश्यकता है इसलिए 23 प्लस 9 32 लेकिन M का इंतजार करना होगा 3 क्योंकि M 3 34 पर उपलब्ध है इसलिए 34 प्लस 12 46 है अब J 4 प्रवेश करता है इसलिए M 1 23 के बराबर समय पर उपलब्ध होता है इसलिए J 4 को अन्य 12 इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए 23 प्लस 12 35 35 पर एम 2 नि शुल्क है इसके लिए एक और 10 समय इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए 45 पर समाप्त होता है अब इसे एम 3 के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि एम 3 केवल 46 पर उपलब्ध है इसलिए एम 3 में 46 में प्रवेश करता है एक और लेता है 16 समय इकाइयाँ और 62 के बराबर समय पर निकलती है इसलिए इस क्रम के लिए मेकप 62 होगा हमारे पास एक वैकल्पिक अनुक्रम भी है जो कि J 1 J 3 J 4 और J 2 है तो आइए हम अन्य अनुक्रम J 1 J 3 J 4 और J 2 के लिए मेकपैन की गणना करते हैं इसलिए J 1 J 3 J 4 और J 2 चूँकि J 1 और J 3 पहले दो कार्य हैं पूर्ण होने का समय इस पर समान रहें इसलिए हम 3 11 21 11 17 34 लिख सकते हैं इसलिए J 4 M 1 पर 11 के बराबर समय में प्रवेश करता है और 23 पर समाप्त होता है अब 23 में M 2 उपलब्ध है इसलिए एक और 10 यूनिट लेता है इसलिए 33 पर खत्म होता है और 34 तक इंतजार करना पड़ता है क्योंकि एम 3 केवल 34 पर उपलब्ध है इसलिए यह 34 में एम 3 पर जाता है अन्य 16 इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए 34 प्लस 16 में 50 है 50 पर निकलता है अब J 2 23 के बराबर समय में M 1 में प्रवेश करता है इसलिए 23 plus 12 35 यह बाहर आता है इसलिए 35 पर M 2 उपलब्ध है इसलिए अन्य 9 इकाइयों को लेता है 35 plus 9 44 है लेकिन तब तक इंतजार करना होगा 50 तो 50 पर यह एम 3 पर जाता है एक और 12 इकाइयाँ लेता है और 62 के बराबर समय पर निकलता है इसलिए एक बार फिर दूसरे अनुक्रम का मेकपैन भी 62 है इसलिए दो वैकल्पिक समाधान हैं जिनमें से दोनों हैं 62 के एक ही मेकपैन के साथ इष्टतम तो यह है कि 2 मशीन की समस्या के लिए जॉनसन के एल्गोरिथ्म को 3 मशीन मामले में कैसे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते डेटा इन स्थितियों को संतुष्ट करता है तो जाहिर है अगला सवाल यह है कि क्या होगा यदि यह डेटा स्थिति को संतुष्ट नहीं करता है तो क्या इष्टतम समाधान के लिए प्रयास करने और प्राप्त करने का एक और तरीका है अब क्या होता है जिस क्षण हम इस स्थिति को संतुष्ट नहीं करते हैं जब हमें पता चलता है कि जॉनसन का विस्तार समस्या का इष्टतम समाधान या समस्या के लिए इष्टतम समाधान नहीं देता है इसलिए हमें सहारा लेना होगा अगर हम वास्तव में इष्टतम को ढूंढना चाहते हैं तो हमें उस शाखा का सहारा लेना होगा जिसे शाखा और बाध्य एल्गोरिदम कहा जाता है जो कम्प्यूटेशनल रूप से थोड़ी अधिक मांग है लेकिन फिर भी हमें समस्या का इष्टतम समाधान देते हैं इसलिए हम एक अन्य दृष्टांत को देखते हैं जिसके माध्यम से हम एक प्रवाह की दुकान में कई प्रक्रियाओं पर मेकप को कम करने के लिए शाखा और बाध्य एल्गोरिथ्म की व्याख्या करते हैं अब हम इस संख्यात्मक उदाहरण पर विचार करें और देखें और देखें कि क्या यह पहले जॉनसन की शर्तों को पूरा करता है और यदि ऐसा है तो इसका उपयोग करें अगर कोशिश न करें और हल करने के लिए एक शाखा और बाध्य एल्गोरिदम देखें अब जॉनसन की स्थिति कहती है मशीन 2 पर अधिकतम प्रसंस्करण समय जो कि 98 होता है इस के न्यूनतम से कम या उसके बराबर होना चाहिए तो इसमें से न्यूनतम 1 होना चाहिए इसमें से न्यूनतम 8 होना चाहिए इसलिए जॉनसन की स्थिति स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं है इसलिए हम इसे लागू करने के लिए प्रयास नहीं कर सकते हैं और समस्या के लिए इष्टतम समाधान या इष्टतम मेकपैन प्राप्त कर सकते हैं अब हम अपने आप से कुछ और प्रश्न पूछते हैं अब इस डेटा को देखकर हम मेकपैन की कोशिश कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कोशिश कर सकते हैं कि क्या मेकपैन को कम अनुमान कहा जाता है या मेकपैन को कम बाउंड कहा जाता है अब मेकपैन की निचली सीमा क्या है अब हम M 1 M 2 और M 3 पर प्रोसेसिंग समय जोड़ते हैं इसलिए यह 200 है अगर हम M 1 पर जोड़ते हैं M 2 पर 237 और M पर 129 है 3 3 मशीनों पर प्रसंस्करण समय का योग 200 237 और 129 हैं अब इन तीनों की अधिकतम संख्या 237 है और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मेकएप 237 से छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि सभी नौकरियों को मशीन 2 से गुजरना पड़ता है और मशीन 2 पर कुल कार्य भार 237 है इसलिए मेकपैन केवल 237 से अधिक या उससे अधिक हो सकता है इसलिए मशीनों पर प्रसंस्करण समय की अधिकतम राशि हमें मेकपैन के लिए कम बाध्य करती है इसलिए हम कह सकते हैं निचली सीमा 237 है अब हम वास्तव में इन निचले बाउंड को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं या हम निचले बाउंड को कस सकते हैं हम यह कैसे करे अब यदि हम पहली मशीन लेते हैं तो अब पहली मशीन पर कुल लोड या कुल प्रसंस्करण 200 है लेकिन तब सभी काम पूरे हो जाते हैं जब मशीन 1 पर काम करने वाली अंतिम मशीन 2 पर भी खत्म हो जाती है और मशीन 3 पर भी खत्म हो जाती है इसलिए अकेले मशीन 1 को 200 की आवश्यकता होगी इसलिए एक अतिरिक्त चीज होगी जो मेकप में जाएगी क्योंकि एम 1 में प्रवेश करने वाले नौकरियों में से अंतिम को एम 2 और एम 3 खत्म करना होगा इसलिए इस 200 के बाद न्यूनतम संभावित वृद्धि एम 2 प्लस एम 3 पर प्रसंस्करण समय की न्यूनतम राशि है इसलिए अब हम महसूस करते हैं कि यह 11 प्लस 82 93 है यह 92 प्लस 8 100 है यह 66 यह 107 है इसलिए जो न्यूनतम वृद्धि होगी वह 66 होनी चाहिए क्योंकि इन चार नौकरियों में से एक मशीन पर अंतिम काम होना है और अगर जॉब 1 होती है तो आखिरी जॉब है तो अतिरिक्त 93 है अगर जॉब 2 होती है तो आखिरी जॉब 100 होती है अगर जॉब 3 होती है तो जॉब 3 लास्ट जॉब होती है अतिरिक्त 66 होती है जॉब 4 होती है वहीं लास्ट में एडिशनल 107 होती है इसलिए निश्चित रूप से मेकप अप बढ़ेगा 66 तो अब मेकपैन पर निचला बाउंड 200 प्लस 66 है जो सिग्मा पी i 1 है मशीन पर प्रोसेसिंग समय का योग 1 प्लस न्यूनतम नौकरियों से अधिक न्यूनतम मैं पी i 2 प्लस पी 3 i का योग मशीनों 2 और मशीन 3 पर प्रसंस्करण समय इसलिए यह 266 हो जाता है तो कोई यह कह सकता है कि मेकप को 266 या उससे अधिक होना चाहिए अब यह निम्न सीमा है जो मशीन 1 के आधार पर गणना की गई है अब हम मशीन के आधार पर एक कम बाध्य गणना करते हैं अब मशीन 2 अपने आप है 237 का भार लेकिन प्रवाह की दुकान में प्रवेश करने वाली पहली नौकरी मशीन 2 पर प्रसंस्करण शुरू नहीं कर सकती जब तक कि उसने मशीन खत्म न कर दी हो इसलिए जल्द से जल्द मशीन 2 शुरू हो सकती है इन नंबरों में से न्यूनतम है इसलिए जल्द से जल्द मशीन 2 शुरू हो सकती है 1 है तो निचला बाउंड फिर से 1 है जो कि जल्द से जल्द मशीन 2 शुरू हो सकता है और मशीन 2 को कम से कम 237 समय इकाइयों की आवश्यकता होती है तो जल्द से जल्द मशीन 2 खत्म कर सकती है सब कुछ 1 प्लस 237 है और यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मशीन 2 पर अंतिम नौकरी मशीन 3 पर जाना है इसलिए मशीन 2 पर जाने वाली मशीन 3 पर आखिरी काम के साथ एक अतिरिक्त घटक है और इसलिए सभी नौकरियों के पूरा होने से पहले मशीन 3 पर कम से कम एक और 8 का खर्च करना होगा इसलिए 1 प्लस 237 प्लस 8 जो 246 है इसलिए यह बीजगणितीय रूप से लिखने के लिए हम कहेंगे न्यूनतम ओवर मैं नौकरियों पर न्यूनतम P i 1 प्लस सिग्मा P i 2 प्लस न्यूनतम i i 3 पर मेकपैन का एक और निचला अनुमान है इसलिए मेकप 246 से कम नहीं हो सकता है यह 246 या अधिक होना चाहिए अब मशीन 3 पर आधारित लोअर बाउंड हम इन्हें LB 1 LB 2 और LB 3 कहते हैं मशीन 3 पर आधारित लोअर बाउंड यह है मशीन 3 अपने आप में 129 का समय है लेकिन मशीन 3 तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कि एम 1 और एम 2 पर कम से कम एक काम खत्म न हो जाए तो जल्द से जल्द मशीन 3 शुरू हो सकती है इन दोनों का योग न्यूनतम है इसलिए यह 88 है यह 126 है यह 124 है और यह 99 है इसलिए न्यूनतम जल्द से जल्द M 3 शुरू हो सकता है अगर J 1 पहला काम होता है इसलिए जल्द से जल्द यह 88 हो सकता है और इसके लिए कम से कम 129 की आवश्यकता होती है फिर अंतिम नौकरी समाप्त हो जाती है इसलिए M 3 पर आधारित सबसे पहले 88 प्लस 129 होगा इसलिए 217 अब हमारे अंकन में इसे लिखने के लिए यह न्यूनतम होगा ओवर आई पी आई 1 आई प्लस पी आई 2 प्लस सिग्मा पी आई 3 ओवर आई इसलिए अब हमने तीन निचली सीमाओं की गणना की है प्रत्येक मशीन पर आधारित है इसलिए M 1 पर आधारित है हम कह सकते हैं कि 266 मेकपैन से कम है जो M 2 246 पर आधारित है और M 3 217 पर आधारित है अब आउट तीनों के बारे में अब हम कह सकते हैं कि मेकपैन केवल 246 या उससे अधिक का हो सकता है इसलिए वास्तविक निचला बाउंड तीन निचले सीमा की अधिकतम सीमा है जो हमारे पास है और फिर हम कहते हैं कि निचले हिस्से में अभी 266 है मेकप के लिए 266 है जो तीन संख्याओं में सबसे बड़ा है तो हम शुरू करते हैं जिसे शाखा कहा जाता है और बाध्य वृक्ष यह कहकर कि निचली सीमा 266 है अब हम क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं और इस पेड़ की प्रत्येक शाखा को अनुक्रम में पहली नौकरी के रूप में ठीक करने की कोशिश करें तो चार नौकरियां हैं इसलिए चार संभावित शाखाएं हैं चार संभव शाखाओं में जे 1 या नौकरी 1 होगी पहली नौकरी के रूप में 2 दूसरी नौकरी के रूप में 2 तीसरी के रूप में नौकरी 3 चार नौकरियां जे 1 जे 2 जे 3 जे 4 अनुक्रम में पहली नौकरी के रूप में प्रत्येक तो इस अनुक्रम में पहली नौकरी के रूप में जे 1 होगा इस क्रम में पहली नौकरी के रूप में जे 2 होगा और इसी तरह तो अब हम कोशिश करते हैं और शाखा और बाउंड ट्री के इन चार भारों में से प्रत्येक के लिए निचली सीमा का पता लगाते हैं तो चलिए पहले इसकी गणना करते हैं इसलिए इसके लिए हम वास्तव में तीन संख्याओं की गणना करते हैं एक बार फिर इन तीन चीजों पर आधारित है जिसका अर्थ है कि अगर हम J 1 को पहली नौकरी के रूप में ठीक करते हैं तो M 1 पर सभी प्रसंस्करण समाप्त हो जाएंगे समय 200 के बराबर है और यह निचला बाउंड पी i 2 प्लस P i 3 ओवर का न्यूनतम लेगा चूँकि J 1 पहली नौकरी है J 1 अंतिम कार्य नहीं हो सकता है क्योंकि इस निचले बाउंड का एक बहुत ही मूल विचार यह है कि M 1 पर कुल प्रोसेसिंग समय M 2 प्लस M 3 पर अंतिम जॉब प्रोसेसिंग समय इसलिए चूंकि J 1 पहली नौकरी के रूप में तय किया गया है J 1 अंतिम नौकरी नहीं हो सकती है इसलिए इस न्यूनतम गणना के लिए हम केवल इस के न्यूनतम को देखेंगे संदर्भ स्लाइड समय 2359 यह और हम यह बाहर निकल जाएगा 93 तो इस से कम से कम यह यह अभी भी 66 के रूप में रहता है इसलिए 200 प्लस 66 पहली गणना है अब दूसरी गणना के लिए J 1 पहली नौकरी है इसलिए J 1 मशीन पर 77 समय इकाइयाँ लेता है इसलिए M 2 केवल 77 के बराबर समय पर शुरू हो सकता है इसलिए यह मशीन पर 77 गुना अधिक प्रसंस्करण समय बन जाएगा 2 जो 237 प्लस एम 3 पर अंतिम है हम J 1 को छोड़ देंगे क्योंकि J 1 पहले से ही पहली नौकरी है इसलिए J 1 अंतिम नौकरी नहीं हो सकती है इसलिए अंतिम नौकरी केवल J 2 या J 3 या J 4 हो सकती है इसलिए J 2 या J 3 में से या J 4 हम न्यूनतम लेते हैं इसलिए 8 30 और 39 में से हम न्यूनतम लेते हैं जो फिर से होता है 8 इसलिए 77 प्लस 237 प्लस 8 अब एम 3 पर जे 1 पहला है इसलिए जल्द से जल्द यह शुरू हो सकता है 77 प्लस 11 जो 88 है और एम 3 अपने आप में 129 का समय है इसलिए इन तीन नंबरों में से अधिकतम अब निम्न सीमा होगी यदि नौकरी 1 पहली नौकरी के रूप में तय की गई है और हम गणना करते हैं इसलिए यह 266 है यह 312 237 245 252 322 है इसलिए यह 322 है और यह 217 होगा इसलिए तीन मानों में से अधिकतम 322 है इसलिए हम कहते हैं यदि हम J 1 से शुरू करें निचली बाउंड 322 है अब हम इस गणना को J 2 के साथ पहली नौकरी के रूप में करते हैं अब J 2 में पहला काम है M 1 पर कुल आवश्यक समय 200 है अब J 2 नहीं कर सकता अंतिम नौकरी हो क्योंकि यह पहली नौकरी है इसलिए अंतिम केवल J 1 या J 3 या J 4 हो सकती है इसलिए न्यूनतम 93 फिर से 66 और 107 है इसलिए यह 200 से अधिक 66 के रूप में रहेगा अब M 2 J 2 पर आधारित निचली सीमा पहली नौकरी है इसलिए जल्द से जल्द M 2 शुरू हो सकता है 34 प्लस 200 और 37 जो इस पर प्रसंस्करण समय का योग है इसलिए 34 प्लस 237 चूंकि J 2 पहली नौकरी है अब यह अंतिम नौकरी नहीं हो सकती है इसलिए अंतिम नौकरी केवल 1 3 या 4 हो सकती है इसलिए न्यूनतम 1 3 या 4 लें जो होता है 9 होने के लिए इसलिए हमारे पास एक और 9 है अब यदि जे 2 पहली नौकरी के लिए होता है तो जल्द से जल्द एम 3 शुरू हो सकता है 34 प्लस 92 का योग है जो कि 126 प्लस और 129 है इसलिए 126 प्लस 129 है तो यह २६६ है यह २३ plus प्लस ९ २४६ २6० है यह १२६ प्लस १२ maximum २५५ है इसलिए तीनों में से अधिकतम २6० है और इसलिए २ the० कम है जब जे २ को पहली नौकरी के रूप में तय किया जाता है तो चलिए अब ऐसा करते हैं यदि J 3 को पहली नौकरी के रूप में तय किया जाता है अब जब J 3 को पहली नौकरी के रूप में तय किया जाता है तो M 1 को स्वयं 200 की आवश्यकता होगी नौकरियों का अंतिम J 3 नहीं हो सकता है क्योंकि J 3 पहली नौकरी के रूप में तय की गई है तो अंतिम केवल जे 1 जे 2 या जे 4 हो सकता है इसलिए 11 प्लस 82 93 92 प्लस 8 100 98 प्लस 9 107 का योग इसलिए न्यूनतम 93 यहां है इसलिए हमें 200 प्लस 93 मिलेगा अब यदि J 3 पहली नौकरी है तो सबसे पहले M 2 की शुरुआत 88 से हो सकती है क्योंकि J 3 को M 1 पर समाप्त होना है और उसके बाद ही M 2 में प्रवेश कर सकता है इसलिए जल्द से जल्द यह प्रवेश कर सकता है 88 और दूसरा 237 अब J 3 अंतिम कार्य नहीं हो सकता है इसलिए हमें इसका न्यूनतम उपयोग करना होगा संदर्भ स्लाइड समय 2916 यह और यह जो 8 होता है इसलिए 88 प्लस 237 प्लस 8 अब एक बार फिर से यदि J 3 पहली नौकरी है तो M 3 शुरू हो सकता है क्योंकि यह समाप्त हो चुका है और यह 88 प्लस 36 124 प्लस 129 है तो 124 प्लस 129 यह 293 है यह 245 253 333 है और यह 253 है इसलिए उनमें से सबसे अधिक 333 है इसलिए निचली सीमा 333 हो जाती है अब हम J 4 को पहली नौकरी के रूप में देखते हैं इसे पूरा करो इसलिए M 1 में 200 के बराबर समय लगता है J 4 अब अंतिम नौकरी नहीं हो सकती है अंतिम नौकरी केवल J 1 J 2 और J 3 हो सकती है इसलिए न्यूनतम 93 100 और 66 तो आपको 200 समान मिलेगा यहाँ 66 अब यदि J 4 पहली नौकरी है तो सबसे पहले M 2 शुरू हो सकता है 1 इसलिए 1 प्लस 237 238 है एक बार फिर J 4 अंतिम काम नहीं हो सकता है तो यह न्यूनतम यह और यह जो 8 है इसलिए 1 प्लस 237 प्लस 8 जो 246 है और यदि जे 4 पहली नौकरी है तो जल्द से जल्द एम 3 शुरू हो सकता है 99 क्योंकि जे 4 को 1 प्लस 98 खत्म करना है तो 99 प्लस 129 जो 228 है इसलिए यह 266 है यह 246 है यह 228 है इसलिए निचली सीमा 266 के रूप में बनी हुई है इसलिए इस गणना के बाद अब हमने जो देखा है वह है यदि हम नौकरी J को ठीक करते हैं 1 पहली नौकरी के रूप में मेकपॉन 322 या अधिक होने जा रहा है यदि हम J 2 को ठीक करते हैं तो मेकपैन 280 या अधिक होने वाला है यदि हम J 3 333 या अधिक को ठीक करते हैं और यदि हम J 4 को ठीक करते हैं तो यह 266 या अधिक है चूंकि हम मेकप को कम से कम करना चाहते हैं इसलिए हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या 266 है इसलिए इस बात की संभावना है कि जैसे ही हम यहां से आगे बढ़ेंगे हमें कम संख्या मिलेगी इसलिए हम अभी इस नोड से आगे बढ़ते हैं हमें अभी भी इसका मूल्यांकन करना है यह और यह हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेकिन फिर हम नोड से आगे बढ़ते हैं जिसका निचला भाग सबसे छोटा होता है इसलिए इस नोड से हम आगे बढ़ते हैं अब हमने पहले काम के रूप में 4 नौकरी पहले ही तय कर दी है तो हमें अब दूसरी नौकरी ठीक करनी है इसलिए नौकरी 1 दूसरी नौकरी है नौकरी 2 दूसरी नौकरी हो सकती है नौकरी 3 दूसरी नौकरी हो सकती है अब हम इसका मूल्यांकन करते हैं यदि नौकरी 4 पहली नौकरी है और नौकरी 1 दूसरी नौकरी है अब हमें जो करना है वह है अब हमारे पास एक आंशिक अनुक्रम है इसलिए इसके अनुसार आंशिक अनुक्रम J है 4 और फिर J 1 अब हम पहले इस आंशिक अनुक्रम के लिए पूरा होने वाले समय का मूल्यांकन करते हैं जो कि J 4 और J 1 है आइए हम पहले इस पर पूरा होने वाले समय का मूल्यांकन करें तो J 4 यहाँ शुरू होता है यह पूरा होने का समय है इसलिए J 4 1 है यह 1 पर समाप्त होता है 1 प्लस 98 99 और 99 प्लस 9 108 है अब J 1 यहाँ है J 1 1 से शुरू होता है और समाप्त होता है 78 पर अब हम आंशिक अनुक्रम J 4 J 1 के लिए इसका मूल्यांकन कर रहे हैं अब 99 पर यह जाता है कि यह एम 2 का दौरा करता है एक और 11 इकाइयाँ लेता है इसलिए 110 पर निकलता है इसलिए 110 में M 3 मुफ़्त है लेता है एक और 82 यूनिट 192 पर निकलती है इसलिए हम इस आंशिक अनुक्रम को हमारे साथ रखते हैं ताकि हमें कम बाउंड को बेहतर बनाने में मदद मिल सके अब हम क्या करते हैं अब हमें 3 मशीनों के अनुरूप तीन निचले बाउंड का पता लगाना होगा तो एम 1 के लिए न्यूनतम समय 200 है पहले से ही 4 और 1 निर्धारित है 2 और 3 शेष हैं इसलिए 2 और 3 उनमें से केवल एक ही अंतिम काम हो सकता है तो हम न्यूनतम 100 और 66 लेते हैं इसलिए पहली निचली सीमा अभी भी 200 प्लस 66 के रूप में बनी हुई है अब जब हम M 2 को देखते हैं तो गणना बहुत दिलचस्प होगी इसलिए हमारे पास अब इस पर होगा बिंदु जब हम आंशिक अनुक्रम जे 4 जे 1 पर विचार करते हैं तो अब एम 2 शेष दो नौकरियों के लिए उपलब्ध है जो 110 के बराबर समय पर जे 2 और जे 3 हैं तो न्यूनतम M 2 सभी नौकरियों को पूरा कर सकता है 110 प्लस 92 प्लस 36 इसलिए 110 प्लस 92 प्लस 36 110 प्लस 92 202 और 202 प्लस 36 238 है अब जल्द से जल्द एम 2 पूरा हो सकता है 238 अब दो जॉब्स जे 2 और जे 3 शेष हैं उनमें से एक आखिरी काम होना है तो इसके लिए एक अतिरिक्त 8 की आवश्यकता होगी जो कि न्यूनतम है इसलिए 238 प्लस 8 और हम एम 3 के लिए भी यही काम देखेंगे अब इन आंशिक अनुक्रमों के आधार पर एम 3 शेष नौकरियों के लिए उपलब्ध है 2 और J 3 समय 192 के बराबर इसलिए समय 192 के बराबर M 3 J 2 और J 3 देखना शुरू कर सकता है तो अब 192 J 2 और J 3 प्लस 8 200 प्लस 30 230 से इसलिए 192 प्लस 8 प्लस 32 130 इसलिए निचला बाउंड 266 246 130 है इसलिए निम्न बाउंड 266 है हमें J 4 और J 2 के साथ दो नौकरियों के रूप में यहां एक और गणना दिखाते हैं तो हम J 4 और J 2 के लिए करेंगे अब जल्दी से पूरा होने वाले समय को पूरा करते हैं इसलिए J 4 फिर 199 और 108 पर आएगा जो इस 199 और 108 से आ रहा है अब J 2 1 में प्रवेश करता है 35 पर समाप्त होता है इसलिए J 2 35 पर समाप्त होता है 99 पर प्रवेश करता है उसे एक और 92 की आवश्यकता होती है इसलिए 99 प्लस 92 191 है इसलिए यह 191 है और M 3 191 पर स्वतंत्र है दूसरी 8 इकाइयाँ लेता है इसलिए 199 निकलता है अब इस आंशिक अनुक्रम का उपयोग करते हुए हम अब वापस जाएंगे और कोशिश करेंगे और निचली सीमा का पता लगाएंगे इसलिए जहाँ तक M 1 का संबंध है M 1 200 पर समाप्त होगा नौकरियां 4 और 2 निश्चित हैं इसलिए 1 और 3 उपलब्ध हैं तो 1 और 3 एक बार फिर 3 66 के साथ न्यूनतम है इसलिए पहली निचली सीमा 200 प्लस 66 होगी अब एम 2 नौकरियों 1 और 3 के लिए 191 पर उपलब्ध है इसलिए 191 प्लस 1 और 3 191 192 202 238 इसलिए 238 पर सभी नौकरियां जल्द से जल्द एम 2 में समाप्त हो सकती हैं फिर एक बार फिर इसे 1 और 3 से अधिक न्यूनतम पर जाना होगा जो कि एक और 30 है तो यह 191 प्लस 1 और 3 के प्रसंस्करण समय का योग होगा जो 11 प्लस 36 है जो 47 प्लस 30 है और जहां तक एम 3 का संबंध है एम 3 199 से 1 और 3 के लिए उपलब्ध है इसलिए 199 प्लस 82 प्लस 30 जो 112 है इसलिए 199 प्लस 112 अब यह 266 है अब यह 191 प्लस 30 है 221 228 268 और यह 199 प्लस 112 211 प्लस 100 311 है तो जब हम ऐसा करते हैं तो निचली सीमा 311 हो जाती है अब हम J 4 और J 3 के लिए अन्य निचले बाउंड की भी गणना करते हैं अब ऐसा करने के लिए हमारे पास J 4 और J 3 यहाँ हैं इसलिए हम जल्दी पूरा होने वाले समय 199 और 108 करेंगे J 3 के लिए यह 88 है इसलिए 1 प्लस 88 89 है 99 पर शुरू होता है एक और 36 की आवश्यकता होती है इसलिए 135 99 से अधिक 36 135 पर एम 3 नि शुल्क है इसलिए एक और 30 लेता है 135 प्लस 30 165 है इसलिए फिर से निचली सीमा के आधार पर जहां तक एम 1 का संबंध है यह 200 अब 4 और 3 पहले से तय हैं इसलिए 1 और 2 उपलब्ध हैं इसलिए न्यूनतम ओवर यह 93 है यह 100 है इसलिए 200 प्लस 93 है जो 293 है जल्द से जल्द एम 2 उपलब्ध है 1 और 2 के लिए 135 है इसलिए 135 प्लस संदर्भ स्लाइड समय 4105 इस प्लस यह जल्द से जल्द एम 2 खत्म हो गया है फिर आखिरी काम को एक और ऑपरेशन करना होगा इसलिए न्यूनतम 82 और 8 पर जो कि 8 है इसलिए 135 प्लस 11 प्लस 92 प्लस 8 और एम 3 165 में 1 और 2 के लिए उपलब्ध है इसलिए इसे इन दो से अधिक करना होगा एक और 90 इसलिए 165 प्लस 90 255 यह 293 है इसलिए यह 100 235 246 है इसलिए निचली सीमा 293 पर बनी हुई है इसलिए अब हमारे पास ये सब है फिर भी हमें समाधान के लिए आगे बढ़ना होगा तो अब सबसे छोटी उपलब्ध संख्या अभी भी 266 है इसलिए हम इस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ और समाधान प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमने पहले ही दो स्थान तय कर लिए हैं इसलिए हम अब तीसरी स्थिति तय कर सकते हैं तो J 4 और J 1 को ठीक कर दिया गया है इसलिए अब J 2 और J 3 शेष हैं इसलिए हम कहेंगे हम J 2 को तीसरी नौकरी के रूप में ठीक करते हैं हम J 3 को दूसरे क्रम में तीसरी नौकरी के रूप में ठीक करते हैं तो हम अब 3 पदों को ठीक करते हैं इसलिए जे 4 जे 1 और जे 2 इसलिए हम इसी तरह से जे 4 जे 1 और जे 2 के लिए निचले बाउंड को प्राप्त करने के लिए जारी रख सकते हैं लेकिन हमने पाया कि केवल चार नौकरियां हैं हमने पहले ही तीन पदों को तय कर लिया है इसलिए नौकरी से बचे हुए को स्वचालित रूप से चौथा स्थान लेना है इसलिए एक कम बाउंड की गणना करने के बजाय हम पूर्ण अनुक्रम के लिए मेकपैन की गणना करते हैं जो कि जे 4 जे 1 जे 2 और जे 3 है इसलिए जे 4 जे 1 जे 2 और जे 3 अन्य वैकल्पिक अनुक्रम जे 4 जे है 1 जे 3 और जे 2 इसलिए अन्य वैकल्पिक अनुक्रम जे 4 जे 1 जे 3 और जे 2 है क्योंकि यहां हम जे 3 को तीसरी नौकरी के रूप में ठीक करते हैं इसलिए बाईं ओर की नौकरी जो कि जे 2 है चौथी नौकरी होगी इसलिए यहाँ से शाखाकरण करते हुए हम दो पूर्ण अनुक्रम प्राप्त करने में सक्षम हैं क्योंकि इन सभी आंशिक अनुक्रमों में केवल एक और काम है तो हम इस अनुक्रम का मूल्यांकन कर सकते हैं या हम इस अनुक्रम का मूल्यांकन कर सकते हैं हम उनमें से किसी का भी मूल्यांकन कर सकते हैं तो चलिए पहले इस क्रम का मूल्यांकन करते हैं और कुछ चीजें सीखने की कोशिश करते हैं फिर हम इस क्रम पर वापस आएंगे इसलिए हम यहां पूर्ण अनुक्रम का मूल्यांकन करते हैं हमारे पास पहले से ही J 4 और J 1 है इसलिए J 4 और J 1 के लिए हमारे पास पहले से ही है इसलिए हम 199 108 78 110 और 192 लिखते हैं अब हम J 3 को देखते हैं अब J 3 78 में प्रवेश करता है एक और 88 लेता है इसलिए 166 इसलिए 166 पर M 2 स्वतंत्र है इसलिए इसे एक और 36 166 172 202 लगते हैं 202 पर फिर से M 3 स्वतंत्र है एक और 30 लेता है तो 232 अब J 2 166 प्लस 34 में प्रवेश करता है 200 है M 2 के लिए 202 तक प्रतीक्षा करता है एक और 92 लेता है इसलिए 202 प्लस 92 294 है 294 पर M 3 मुक्त है इसलिए M 3 में जाता है और 302 पर आता है अब 302 इस क्रम से जुड़ा मेकप है अब हमारे पास 302 के बराबर मेकप के साथ एक संभव समाधान है 4 1 3 2 एक वैध अनुक्रम है यह इस समस्या के लिए चार तथ्यात्मक संभावित अनुक्रमों में से एक है तो यह संभव है और इसमें 302 का मेकप है इसलिए हमारे पास 302 के मेकप के साथ एक संभव समाधान है हम यह भी समझते हैं कि अब इष्टतम 302 या उससे कम हो सकता है तो संभव समाधान इष्टतम को एक ऊपरी सीमा प्रदान करता है इसलिए यह इष्टतम को एक ऊपरी सीमा प्रदान करता है और इसलिए अब इष्टतम 302 या उससे कम है अब इस अतिरिक्त जानकारी के साथ हम अब यह देखते हैं कि अगर हम इस नोड को यहाँ से देखते हैं तो J 1 को पहली नौकरी के रूप में ठीक करने के साथ हम यहाँ से समझते हैं कि यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम जो भी बदलाव करेंगे वह केवल हो सकता है 322 से अधिक या बराबर इसलिए हमें अब किसी भी समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसमें मेकप 302 या उससे अधिक है क्योंकि आप मेकप को कम से कम करना चाहते हैं और हमारे पास पहले से ही 302 का समाधान है इसलिए अब हमें यहां से आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम केवल समाधान प्राप्त करने जा रहे हैं जो 302 से अधिक खराब हैं इसलिए हम इससे आगे नहीं बढ़ने का फैसला करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि हम इस नोड को थपथपाते हैं इसलिए यह नोड थैथोमेड होता है क्योंकि यहां पर निम्न सीमा से अधिक या बराबर है 302 की वर्तमान आधारित ऊपरी सीमा तो 302 एक ऊपरी सीमा के रूप में कार्य करता है इसलिए हम एक नोड को थपथपाते हैं जब उस नोड में निचली सीमा वर्तमान आधारित ऊपरी सीमा से अधिक या बराबर होती है अब इसी तरह 333 को भी इसी कारण से थामा जाता है कि निचली सीमा मौजूदा आधारित ऊपरी सीमा से अधिक या बराबर है लेकिन हम इसे 280 तक नहीं कर सकते अब यह 311 भी थाह हो सकता है हम सामान्य रूप से थाह लेते हैं या एक एफ के साथ वे एक ही मतलब है तो हम एक एफ डाल सकते हैं और कह सकते हैं कि यह एक ही कारण के लिए थाह है कि निचली सीमा वर्तमान आधारित ऊपरी सीमा से बड़ी है हम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हम पहले ही पूर्ण अनुक्रम में पहुंच चुके हैं इसलिए यह नोड ऊपरी सीमा या व्यवहार्यता द्वारा थाह लिया जाता है क्योंकि हमारे पास एक संभव समाधान है हम किसी भी अधिक आगे नहीं बढ़ सकते हैं इसलिए अब हमें पता चलता है कि इस गणना को करने से हमें वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिली है क्योंकि अब हमें यहाँ से अनुक्रमों का विकास और मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है हमें यहाँ से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अभी भी कुछ नोड्स हैं जो सक्रिय हैं जिसका अर्थ है हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं हम इस 293 से आगे बढ़ सकते हैं हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं इसलिए अब हम इसका मूल्यांकन और मूल्यांकन करते हैं तो हम पहले से ही J 4 J 1 के लिए अनुक्रम जानते हैं इसलिए आपको 1 99 108 78 110 और 192 मिलते हैं अब J 2 78 में प्रवेश करता है एक और 34 लेता है इसलिए 112 है जब J 2 यहाँ समाप्त होता है 112 पर मशीन 2 110 पर ही उपलब्ध है इसलिए एक और 92 यूनिट लेता है इसलिए 112 प्लस 92 204 है 204 पर एम 3 उपलब्ध है एक और 8 यूनिट लेता है इसलिए 212 पर यह छोड़ देता है अब J 3 आखिरी काम है J 3 112 में M 1 में प्रवेश करता है 112 प्लस 88 200 है 204 तक इंतजार करता है और फिर 204 पर M 2 पर जाता है अन्य 36 समय इकाइयों की आवश्यकता होती है 204 प्लस 36 240 है M 3 यहां उपलब्ध है 240 इसलिए एम 3 पर जाता है एक और 30 इकाइयाँ लेता है और 270 पर निकलता है अब इस क्रम से जुड़ा मेकपैन 270 है अब यह 270 हमें कई तरह से मदद करने वाला है अब जैसा कि मैंने कहा था यह व्यवहार्यता द्वारा थाह लिया जाता है यह 270 एक ऊपरी सीमा है और जिस क्षण में हमारे पास मेकपैन 270 के बराबर है यह 302 के वर्तमान सर्वश्रेष्ठ समाधान से बेहतर है इसलिए हम अपडेट करते हैं तो हम सबसे अच्छा समाधान अब 270 के रूप में रखते हैं अब हमारे पास 270 समाधान है हम किसी भी समाधान में रुचि नहीं रखते हैं जो 270 से अधिक हैं इसलिए अब हम इन सभी नोड्स को देखना शुरू करते हैं अब यह हमें बताता है कि अगर हम इस दिशा से आगे बढ़ते हैं तो यह 280 या अधिक होने जा रहा है इसलिए हमें यहां से जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही 270 का समाधान है इसलिए इसे फिर से ऊपरी सीमा से अधिक या उसके बराबर कम बाउंड के साथ थाह लिया जाता है केवल अंतर यह है कि ऊपरी सीमा को अद्यतन किया गया है इसलिए 302 से यह 270 हो गया है इसलिए आप इसे थाह कर सकते हैं अब यहां आगे बढ़ना जो कि उपलब्ध है 293 को ऊपरी सीमा से अधिक कम बाउंड के साथ थाह लिया जा सकता है तो अब हम महसूस करते हैं कि इस नेटवर्क में कोई सक्रिय नोड नहीं है इसलिए हम इस नेटवर्क से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि सभी नोड्स को थामा गया है उन्हें या तो थाह दिया गया है क्योंकि वे एक व्यवहार्य समाधान देते हैं या उन्हें थाह दिया गया है क्योंकि उस लोड से जुड़ी निचली सीमा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ ऊपरी सीमा से अधिक या बराबर है तो आगे बढ़ने के लिए कोई अधिक नोड नहीं है एल्गोरिथ्म समाप्त हो जाता है शाखा और बाउंड एल्गोरिथ्म समाप्त हो जाता है और इस बिंदु पर सबसे अच्छा संभव समाधान है जो कि 270 के साथ समाधान इष्टतम समाधान है तो इष्टतम समाधान J 4 J 1 J 2 J 3 है जो 270 के साथ इष्टतम मेकपैन है तो यह है कि शाखा और बाध्य एल्गोरिदम कैसे काम करता है इसलिए हम अनुक्रम और आंशिक अनुक्रम बनाकर शाखा करते हैं हम कम सीमा का मूल्यांकन करते हैं और फिर जैसे ही हम पेड़ से नीचे जाते हैं हम व्यवहार्य समाधान और ऊपरी सीमा का मूल्यांकन करते हैं और इस मामले में दो चीजों के आधार पर नोड्स को थाहने की कोशिश करते हैं एक संभव समाधान के आधार पर और इस शर्त पर कि ऊपरी सीमा की तुलना में कम सीमा अधिक है अब इसे कहा जाता है एक अनुकरणीय गणना एल्गोरिथ्म की तरह है हमने वास्तव में सभी चार गुट का मूल्यांकन किया है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं हमने स्पष्ट रूप से चार में से केवल दो का मूल्यांकन किया है लेकिन इनके आधार पर हमने जिस तरह से शाखा और बाउंड ट्री पर काम किया है हमने शेष का मूल्यांकन किया है और हमने कहा है कि शेष कोई समाधान नहीं दे सकता है जो 270 से बेहतर है इसलिए यह एक एल्गोरिथ्म का निहितार्थ है लेकिन सबसे खराब स्थिति में हमें सभी एन फैक्टरियल का मूल्यांकन करना पड़ सकता है जो वहां हैं तो यह है कि फ्लो शॉप में मेकपैन मिनिमाइजेशन की समस्या को हल करने के लिए ब्रांच और बाउंड एल्गोरिथम कैसे काम करता है और दूसरी बात जो हम कंपटीशन को काटने के लिए कर सकते थे वह यह है कहीं न कहीं यहाँ जब हम दो नौकरियां J 4 और J 1 को ठीक करते हैं तो हमने निचले बाउंड का मूल्यांकन किया और हम यहां से आगे बढ़े जब हम तीन नौकरियों को ठीक करते हैं तो हमने कहा कि केवल एक ही रिक्त स्थान है इसलिए चौथी नौकरी स्वचालित रूप से वहां आ जाएगी और इसलिए हमें यहां एक व्यवहार्य समाधान मिला शाखा और बाध्य एल्गोरिथ्म में यह वास्तव में व्यवहार्य समाधान का मूल्यांकन करने के लिए यहां लिखने के लिए प्रथागत है क्योंकि जब हम इन दोनों को ठीक कर लेते हैं तो दो और पदों के साथ केवल दो और पद शेष रह जाते हैं और उन्हें केवल दो तरीकों से भरा जा सकता है तो यहाँ हम कह सकते हैं यह दो व्यवहार्य समाधानों को जन्म देगा जो कि J 4 J 1 J 2 J 3 J J 4 J 1 J 3 J 2 है जिसका अर्थ है ठीक है कि हम इसका मूल्यांकन बिना किए ही कर सकते थे और यह 266 करने के बिना तो इस तरह से आप शाखा और बाध्य एल्गोरिथ्म को गति दे सकते हैं जब आपके पास केवल दो और पद शेष होते हैं तो आप निम्न सीमा का मूल्यांकन नहीं करते हैं इसके बजाय आप इसे दो तरीकों से भरते हैं और दो संभव समाधानों का मूल्यांकन करते हैं तो यह है कि ब्रांच को कम से कम करने के लिए ब्रांच और बाउंड अल्गोरिद्म कैसे काम करता है यह विचार के आधार पर सामान्य एन जॉब एम मशीन तक बढ़ाया जा सकता है हमारे पास 3 मशीनें हैं इसलिए हमने 3 निचले सीमा की गणना की और सर्वश्रेष्ठ का चयन किया यदि आपके पास एम मशीनें हैं तो आप प्रत्येक नोड के लिए ऐसी गणनाओं का चयन करेंगे और निचली सीमा का चयन करेंगे अब मामले में हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि शाखा और सीमा एल्गोरिथ्म समय लेने वाली है और जैसा कि समस्या का आकार बढ़ता है कई बार शाखा और सीमा एल्गोरिथ्म एक उचित कम्प्यूटेशनल प्रयास के भीतर इष्टतम समाधान देने में असमर्थ हैं तो ऐसे मामलों में हम क्या करते हैं अगला सवाल है जिसे हमें संबोधित करना है हम उस प्रश्न को अगले व्याख्यान में संबोधित करेंगे